आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण कोर्स में में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं आईआईटी रुड़की के वास्तुकला और योजना विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं आज मैं टर्की में स्वयं सहायता आवास के बारे में बात करूंगा वास्तव में इस विशेष व्याख्यान की रचना एक अध्याय पर आधारित है जिसे हसन और कैसिडी जॉनसन ने मिलकर बेहतर पुनर्निर्माण या बिल्ड बैक बैटर के लिए बनाया है जिसे संपादित किया माइकल लियोन थियो स्किलडरमैन और कैमिलो बोआनो ने तो यह टर्की में एक विशेष भौगोलिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है जैसा कि आप में से काफी लोग जानते हैं टर्की एक भूकंप प्रवृत्त क्षेत्र है जहां पर काफी भूकंप आते हैं और टर्की के कुछ भाग फॉल्ट लाइन पर पड़ते हैं इसलिए हम इस बारे में चर्चा करेंगे की पुनर्निर्माण के विशेष तंत्र और रूप क्या है खास करके स्वयं सहायता आवास के पहलू से किताब में लेखक टर्की में आए 1999 के मर्मारा भूकंप का विश्लेषण करते हैं और उसकी वजह से क्या परिणाम और नुकसान हुआ उसके बारे में भी बात करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस भूकंप ने जिसकी तीव्रता 74 रिक्टर स्केल की थी उसने कितनी तबाही मचाई और इसमें लगभग 17480 लोगों की मौत हो गई तो अक्सर जब किसी जगह भूकंप आते हैं तो संपत्ति को बहुत नुकसान होता है और विशाल बुनियादी ढांचे की भी क्षति होती है यदि आप 1970 से आए टर्की के बड़े भूकंप के कालानुक्रमिक पहलू को देखें जैसे 1992 मैं जेडीज जो 72 रिक्टर स्केल पर था और 1999 में लगभग 72 रिक्टर पैमाने पर आप देख सकते हैं कि उसने कितनी भारी तबाही मचाई जिसकी चपेट में 15000 घरों को नुकसान हुआ और कोकेली भूकंप में भी जनसमूह का भारी नुकसान हुआ अगस्त 17 और नवंबर 1998 में 1999 से लगातार भूकंप की वजह से अदाना क्षेत्र कोकेली और दुज प्रांत प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें बहुत घाति पहुंची है और एक भारी नुकसान जो आप देख सकते हैं की 50000 मकान तहस नहस हो गए 15000 पूरी तरह से टूट गए और तकरीबन 655000 लोग बेघर हो गए इस प्रकार का डाटा हमें मिला है टर्की में भी एक आपदा कानून भी है कानून संख्या 7 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार आपदा के बाद की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए और मूल रूप से उन्हें इस विशेष प्राधिकारी को सौंपना होगा वे इसे कायमक्कम के रूप में जानते हैं जो प्रभावित क्षेत्र में प्रांतीय गवर्नर के अंतर्गत आता है इस कानून के तहत 2 श्रेणियां हैं एक आपातकालीन सहायता है जैसे आपदा के प्रभाव के तुरंत बाद इसमें तत्काल या थोड़े समय के लिए बहाली की गतिविधि शामिल हो सकती है राहत गतिविधियों और अस्थायी आश्रयों का प्रावधान जिसका हिस्सा है पुनर्वास और कुछ प्रकार के अस्थायी आवास ऐसी कुछ गतिविधियां इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं दूसरा पहलू भवन निर्माण है जो भवन निर्माण के प्रति स्थायी या दीर्घकालिक आवास पुनर्निर्माण की ओर ध्यान देता है और क्षतिग्रस्त इमारतों के सुदृढ़ीकरण और पुनर्निधारण के बारे में बयान करता है इसके अलावा यह भी बताता है कि क्या स्वस्थानी प्रक्रिया में स्थानांतरित करना चाहिए या नहीं केंद्रीय सरकार इन दो श्रेणियों के अंतर्गत ऐसे ही कुछ प्रमुख निर्णय लेती हैं और फिर क्षति के आकलन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि कौन लोग नया घर पाने के लिए पात्र होंगे इसलिए इस कानून के अंतर्गत एक मानदंड स्थापित किया है जिसमें एक गृहस्वामी चाहे वह कानूनी हो या फिर अवैध दोनों ही निर्माण के योग्य पाई जाएंगे मान लीजिए यदि अनौपचारिक बस्तियों को नष्ट कर दिया गया है तो जाहिर है कि अगर यह एक कार्यकाल या गैर कार्यकाल है तो वे अभी भी इसके पात्र बनते हैं इस कानून के अंतर्गत मकानों की स्थिति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होनी चाहिए तो नुकसान की तीव्रता पर भी ध्यान रखा गया है और यदि ग्रह स्वामी मकान की मरम्मत करने में सक्षम है इस बात का ध्यान भी रखा गया है उदाहरण के लिए 20 साल से अधिक की पुनर्भुगतान की शर्तें यदि वह एक स्थायी पुनर्निर्माण के लिए जा रहा है और यदि यह सार्वजनिक निजी भागीदारी या ऋण या क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से निर्माण करना चाहे तो फिर किस तरह से वह कुछ आवास योजनाओं को भी स्थापित कर सकते हैं ताकि वह किश्तों और 20 वर्षों का भुगतान कर सकें या वे उस क्षमता का अनुमान लगा सके इसका भी ध्यान रखा गया है और खास करके 1999 के भारी नुकसान के बाद इस कानून का संशोधन किया गया है लगभग साल 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले घरों के मालिकों को भी यह सुविधा प्राप्त कराई गई यह निश्चित किया गया कि वहां नगरपालिका की सीमाओं के बाहर भी राज्य सहायता के लिए अर्हता प्राप्त होगी इसका तात्पर्य यह है की राज्य के सहयोग से एक केंद्रीय स्तर पर भी मदद सुनिश्चित है जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले घरों के मालिकों को भी यह सुविधा मिल सकती है इसलिए यहां नगरपालिका और भवन निर्माण पर्यवेक्षण मौजूद है जिसका बीमा किया जाता है बल्कि शहरी क्षेत्रों में जो भी घर हैं और जो नगर निगम के अधीन हैं उनके पर्यवेक्षण का बीमा करना अति आवश्यक है इसलिए बीमा पॉलिसियों का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया गया है यह टर्की प्रलय बीमा पूल के तहत शामिल है ताकि वे नुकसान भरपाई प्राप्त कर सकें तो इस विचार से एक आवास बीमा मैं निवेश कर सकते हैं विशेष रूप से आपदा अधिनियम के लिए ताकि वे एक नया निर्माण करने के लिए कुछ मुआवजा प्राप्त कर सकें या उस इमारत को वापस बना सके इस प्रकार से इस विशेष नीति की कल्पना की गई है और टर्की में सबसे आम पहलू जो हम देखते हैं वह है स्थानांतरण कि कोई कैसे इस स्थानांतरण पर एक निर्णय ले सकता है इसके लिए तीन महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक यह है कि यदि पुराने स्थान पर भविष्य में होने वाली आपदा की आशंका है या वह स्थान आपदा प्रवृत्त हो या वह बिल्कुल दोष की रेखा या फॉल्ट लाइन पर स्थित हो या वह जहां स्थित है वह एक कमजोर जगह पर हो और अगर पुराना स्थान पूरी तरह से नष्ट हो जाए या अगर पहले से ही नष्ट हो तो भी मलबे को हटा कर और उसी साइट पर पुनर्निर्माण करने में बहुत अधिक समय लग सकता है कल्पना कीजिए कि यह एक विशाल संपत्ति या इमारत थी जो अब नष्ट हो गई है स्पष्ट रूप से पूरे मलबे को हटाने या साफ करने के लिए 6 7 महीने लग सकते हैं तो उस मामले में वह एक नई जगह पुनर्वास के लिए देख सकते हैं ताकि जब तक पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न होता है वे अस्थायी रूप से वहां रह सकें या फिर जब सरकार के स्वामित्व वाली किसी भूमि पर स्थानांतरित करने का मौका हो और यह बहुत हो आम बात है और इसलिए कि यह ज्यादातर पसंद भी की जाती है ताकि सरकार को ज़मीन खरीदने के लिए भुगतान न देना पड़े वे अक्सर मौजूदा सरकारी ज़मीन की तलाश में रहते हैं ताकि अगर ऐसी सरकारी ज़मीन मिल जाए तो वे पुनर्वास के उद्देश्य के लिए उपलब्ध करा सकते हैं टर्की में घर खरीदने के 2 अलग अलग तरीके हैं एक बड़े पैमाने पर आवास है और दूसरे स्वयं सहायता के आवास हैं आइए चर्चा करते हैं कि सामूहिक आवास किस बारे में बात करते है इस प्रक्रिया में सरकार भूमि का अधिग्रहण करता है और यह लोक निर्माण और सेवा मंत्रालय के अंतर्गत आते है अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसमें पर्यावरण और शहरी नियोजन मंत्री भी डिजाइन प्रदान करते हैं वह इसके अंतर्गत विनिर्देशों और लागत का अनुमान भी देते हैं और ये स्थान भूकंप की दृष्टि से भूमि और सुरक्षा की उपलब्धता से निर्धारित किए जाते हैं जोखिम के नजरिए से यह एक इलाक़ा क्षेत्र है जहां पर अनुकूल प्रकार की भूवैज्ञानिक स्थितियाँ उपस्थित हैं इसलिए मूल रूप से इस क्षेत्र का सर्वेक्षणकर्ता जानकारी प्रदान करते हैं और वे इन पर बड़े पैमाने मैं विकास कैसे किया जाए यह प्रयोजनाएं तय करते हैं अगर ठेकेदार इस प्रयोजन में भागीदार हो तो वे आवास खुद से ही वितरित करते हैं स्व सहायता आवास में जहां परिवार अपनी जमीन पर पुनर्निर्माण में शामिल होते हैं यह एक तरीका है या फिर वाह स्थानांतरित गांवों में भी पुनर्निर्माण कर सकते हैं इसलिए वहां अलग अलग सुविधाएं हैं जैसे कि ईवायवाय जो एक तरह की ऋण सुविधा है जो परिवारों को सरकारी क्रेडिट का उपयोग करके एक सुसज्जित घर खरीदने की सुविधा प्रदान करती है तो वे एक ऋण लेते हैं और उससे घर खरीदते हैं जिसके डिजाइन तकनीकी और प्रबंधन सहायक आमतौर पर सरकार के पास उपलब्ध होते हैं क्योंकि सरकार उन्हें कैसे और किस तरह के संरचनात्मक दिशानिर्देशों का निर्माण करने के लिए प्रदान करती है उन्हें इन निर्देशों का पालन करना पड़ता है यदि इनका पालन न किया जाए तो उन मकानों का निर्माण तितर बितर हो जाएगा उन्होंने निर्माण के विभिन्न चरणों की स्थापना की और वे हर स्तर पर मूल्य निर्धारित करते हैं जैसे इस प्लिंथ के चरण पर आपको एक सुन निश्चित राशि दी जाती है और अब सिल के स्तर पर आपको इतनी सुनिश्चित राशि मिलेगी अब स्लैब के पूरा होने पर यह निर्धारित राशि है इस तरह से उन्होंने हर चरण के लिए प्रतिशत के आधार पर कितना राशि वितरण दिया जाए यह विभाजित किया है और यह भी हो सकता है कि एक भवन ठेकेदार को लोक निर्माण मंत्रालय द्वारा काम पर नियुक्त किया जाए जो स्वामी की ओर से निर्माण का प्रबंधन करें ऐसी यह प्रक्रिया है हालांकि सामूहिक आवास दृष्टिकोण में कई मुद्दे हैं इनमें से काफी परियोजनाएं मुख्य रूप से एक सामान्य डेटा के हिसाब से विकसित की गई है और क्योंकि वे केवल इसके बारे में बात करते हैं की कितने घर ढह गए हैं और कितने घरों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है वे स्थानीय स्थिति के संदर्भ पर ध्यान ही नहीं देते जैसे कि किस समूह में किस तरह का वातावरण रहा है समुदाय की स्थिति कैसी है वे किस तरह की आजीविका से संबंधित हैं यह उनकी आजीविका को कैसे प्रभावित करेगा और बच्चों के स्कूल के माहौल को कैसे प्रभावित करेगा तो यह एक पहलू है दूसरा पहलू आवंटन प्रक्रिया है इसके अंतर्गत घरों को लॉटरी विधि द्वारा वितरित किया जाता है जैसे 56 नंबर यह आपका घर है नंबर 52 यह आपका है तो इसके बावजूद कि आपदा से पहले वहां का एक अस्तित्व था एक प्रकार का रहन सहन था यह सब लॉटरी दृष्टिकोण के कारण पूरी तरह से नज़र अंदाज़ हो जाता है जिसकी वजह से सामाजिक वास्तविकता टूट जाती है क्योंकि वह पुरानी बस्ती में जिस समुदाय के साथ रह रहे थे और अब नए समुदाय में जिनके साथ रह रहे हैं यह मुमकिन है कि वे बहुत अलग अलग हो इसकी वजह से थोड़ा मनमुटाव और समायोजन प्रक्रिया भी उत्पन्न होती है जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी थोड़ा बहुत घर्षण करना पड़ता है जब विभिन्न अजनबी मिलते हैं तो कुछ लोगों को पसंद आता है लेकिन कुछ लोगों को तालमेल बैठाने में लंबा समय लग जाता है खास करके वह लोग जिनकी एक अलग धार्मिक और जीवन शैली है यह प्रभावित समुदायों की वरीयताओं जरूरतों आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की अवहेलना भी करता है क्योंकि परियोजना की योजना प्रक्रिया में अक्सर आपदा से प्रभावित लोगों की सलाह नहीं ली जाती है जरा सोचिए अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है मेरा मतलब है कोई महिला अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई है और जिसके पति का जो एक व्यापारी था भूकंप में देहांत हो गया है तो वह महिला अब क्या करेगी क्योंकि आपदा से पहले की स्थिति और आपदा के बाद की स्थिति में अंतर है इसलिए वे इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि उसे किस तरह के समर्थन की जरूरत है उसे आसपास के क्षेत्रों में बाहरी परिवार के समर्थन की जरूरत है या उसे एक सुरक्षित समाज की जरूरत है उसे अपनी आजीविका चलानी है इसीलिए इन सभी पहलुओं को प्राथमिकता नहीं दी जाति क्योंकि इन बातों पर कभी परामर्श ही नहीं किया गया घरों के डिज़ाइन के बाहर समाजीकरण की भी सुविधा नहीं है जो आपको दूसरे लोगों से मिलने में मदद करें और यह इसलिए है क्योंकि इनमें से ज्यादातर डिज़ाइन एक अपार्टमेंट मॉडल के लिए बनाए जाते हैं जो तीन से चार स्तर ऊँचे होते हैं जिसके लिए लोगों को सीढ़ियों चढ़णी पड़ती हैं हो सकता है पहले वे अलग तरह से रहते हो इन सब बातों को नजरअंदाज करने से समाजीकरण प्रक्रिया भी धीरे धीरे कमजोरी आती है अक्सर इन घरों का भुगतान भी बहुत अधिक होता है विशेष रूप से उनके लिए जो आपदा के शिकार बने हो उनके लिए इन घरों का मूल्य चुकाना सक्षम नहीं होता इसलिए अक्सर ऐसे घर गरीबी की स्थिति में दिखाई देते हैं क्योंकि आपदा पीड़ितों को कुछ अतिरिक्त किश्तों का भुगतान भी करना पड़ता है जैसे अलग अलग रखरखाव बिल तो यह सब मिलकर एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है हालांकि आवास इकाइयां समान राशि की ही बनती हैं लेकिन इसके आधार मूल्य पर भिन्न भिन्न प्रभावों का अंतर पड़ता है जैसे परिवहन लिंक की निकटता कल्पना कीजिए अगर हम 2 3 अलग अलग समूहों को विकसित कर रहे हैं जिसमें से एक क्लस्टर राजमार्ग के बहुत करीब है और अन्य दो सड़क नेटवर्क द्वारा बहुत आंतरिक क्षेत्र में हैं स्पष्ट रूप से भूमि की उपलब्धता के आधार पर इनका मूल्य भिन्न होगा तो जिस व्यक्ति का घर एक सड़क नेटवर्क या परिवहन सुविधा या रेलवे स्टेशन या मेट्रो कॉरिडोर के पास होगा उससे ज्यादा लाभ होगा क्योंकि उस घर का मूल्य ज्यादा होगा और इस वजह से उसकी संपत्ति का मूल्य अंदरूनी हिस्सों में बनी संपत्ति से अधिक होगा जब हम स्व सहायता आवास पुनर्निर्माण विधि का आकलन करते हैं तो यह पाते हैं कि सबसे पहले टर्की में सभी केंद्रीय सरकार जो इन मंत्रालयों और आपदा मामलों के सामान्य निर्देशन और राज्य स्तर के स्थानीय राज्यपाल के साथ जुड़ी हैं वे 3 अलग अलग विकल्पों को देखती हैं पहला यह कि पीड़ितों को नकद ऋण और गृहस्वामी को प्रत्यक्ष वित्तीय ऋण दिया जाए ताकि वह उस राशि के साथ जो चाहे कर सकें जैसे वे संपत्ति डेवलपर से एक नया घर खरीद सकते हैं दूसरा पहलू है की हम तकनीकी सहायता और निर्माण के लिए हर चरण पर कुछ भुगतान प्रदान करें जो गृहस्वामी को निश्चित रूप से घर बनाने में मदद करें और यह एक लाभार्थी प्रबंधित निर्माण पर निर्भर करता है या भवन निर्माण ठेकेदारों के डिजाइनरों पर भी निर्भर कर सत्ता है जो इस तरह के काम किराए पर लेते हैं यह भी एक प्रक्रिया है तीसरा विकल्प यह है कि पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रबंधित निर्माण बनाए जाएं इसमें ठेकेदार पर भरोसा किया जाता हैं और यह एक एजेंसी संचालित प्रक्रिया है वे घर का निर्माण करते हैं और उसे गृहस्वामी के लिए वितरित करते है इस प्रकार से स्व गृह तंत्र की अवधारणा की गई है और इस प्रक्रिया में भी बल्कि विशेष रूप से आवास प्रक्रिया में बाद में काफी कमियां नजर आती हैं जैसे कि 2000 के कंकिरी भूकंप में पाया गया एक तो यह कि सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजाइन किए गए घरों में स्थानीय ग्रामीण जीवन शैली से बहुत कम सरोकार हैं हालांकि परिवार अपने स्वयं का डिजाइन बनाने का फैसला कर सकते हैं परंतु इसके लिए एक वास्तुकार को नियुक्त करने की जरूरत पड़ेगी जिसका भुगतान खुद ग्रह स्वामी को ही प्रबंधित करना होगा इसलिए भले ही परिवार को अपनी खुद की डिजाइन चुनने का विकल्प मिल रहा हो लेकिन उसे भुगतान करना होगा आर्किटेक्ट या ठेकेदार के लिए और यहां इस प्रक्रिया में हालांकि सरकार इसके लिए तैयार है उन्हें एक प्रशिक्षण देना या तकनीकी सहायता बनाने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना जरूरी है परंतु एक भूकंप सुरक्षित निर्माण और डिजाइन के बारे में मालिकों को शिक्षित करने मैं लंबा समय लगता है क्योंकि यह उनके साक्षरता के स्तर पर निर्भर करता है और इस पर भी कि वह आपस में किस प्रकार के सामाजिक और सहयोगी मेल भाव रखते हैं मतलब है की सरकार के संपर्क में भी उन्हें कुछ प्रबंधकीय जानने की जरूरत है जैसे कि वे खुद परियोजनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं या नहीं और कई मामलों में यह उल्लेख भी पाया गया है कि ठेकेदार कुछ बुनियादी जमा पूंजी और मालिकों के साथ एक छोटे से मौखिक समझौता करने के बाद भाग गए हैं और इस कारणवश पूरी परियोजना अधूरी रह गई और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मालिकों को भी कोई भागीदारी नहीं दी जाती इस प्रक्रिया में विशेष रूप से यह जानना जरूरी है कि स्थानांतरित किया जाए या नहीं और अगर हां तो कहां किया जाए और इस प्रकार की टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है 1999 के भूकंप के बाद ड्यूज प्रांत में आप केंद्रों और गांवों में देख सकते हैं और हमारे पास जो जिला सांख्यिकीय है उसके हिसाब से नुकसान के आंकड़े इस तालिका को प्रदान करते हैं घर का निर्माण केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से होता है सरकारी सामूहिक आवास प्रक्रिया जो लगभग 8004 है तो इसके लिए कौन योग्य है वह जिसका घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है या वह जिसका घर ध्वस्त हो चुका है स्व सहायता के मामले में यह लगभग आधे प्रतिशत से कम था जिसमें बुरी तरह से मालिक के क्षतिग्रस्त या ध्वस्त घर शामिल है जबकि 4874 अर्ध क्षतिग्रस्त घरों में मरम्मत और रेट्रोफिटिंग की प्रक्रिया संभव है तो यह वह जगह है जहाँ टर्की को स्व अनुमोदित स्व सहायता विकास प्रक्रिया की भावना का एहसास हुआ और यह वह जगह है जहाँ नए दृष्टिकोण नई साझेदारी विकसित की गई है अब हम ड्यूज़ प्रांत में 3 अलग अलग मामलों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यदि आप पूरी प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे की आपदा कृत्यों में मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक है या नहीं और क्या उसने कुछ खो दिया है जिसका बीमा कराया जा सकता हो या जिसका मुआवजा दिया जा सके पर इस सब में किराएदार का क्या जैसे कि आपको पता है किराएदार के पास तो घर नहीं था तो इस आपदा स्थिति में उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया इसीलिए इस उपेक्षित समूह के बारे में सोचना आवश्यक है जो मूल रूप से किराए पर रहने वाला समुदाय हैं पर उन्हें कैसे न संबोधित किया जाए इसलिए टर्की में कुछ विभिन्न एजेंसियां है जो इस विचार से आगे आई हैं कि हाँ हमें भी इनकी देखभाल करने की आवश्यकता है न केवल घर के मालिक जिन्होंने घर खो दिया था लेकिन लगभग 7 8 किरायेदारों या 20 किरायेदारों का क्या जो उस अपार्टमेंट में रह रहे थे तो उनके बारे में क्या किया जाए जो बेघर हो गए तो अब हम 3 उदाहरणों पर चर्चा करेंगे एक है बेयसीलर जो ड्यूज केंद्र में है यह लगभग 168 घरों का रो हाउस है यहाँ स्थानीय सरकार एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या एनजीओ के साथ साझेदारी में है गोलाइका में एकजुटता आवास परियोजना है जिसमें 57 अलग घर है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एनजीओ समुदाय और विश्वविद्यालय हैं यू एम सी ओ आर ड्यूज शहर से सटा हुआ एक क्षेत्र जिसमें लगभग 220 अलग घर हैं यहां एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ और समुदाय है तो यह थे स्वयं सहायता की तीन रचनाएं जिनकी आवास प्रक्रिया के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे पहले मामले में ड्यूज बेयसीलर घर एक सामाजिक आवास परियोजना जिसमें अंतरराष्ट्रीय ब्लू क्रिसेंट ने ड्यूज़ की नगरपालिका के सहयोग में प्रवेश किया और कैथोलिक राहत सेवा को प्रोत्साहित किया कि वह एक बड़ी राशि दान करें जिससे वंचित परिवारों के लिए 168 घर और एक सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए परियोजना बनाई जा सके उन लोगों के लिए जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत योग्य नहीं है तो यह वह उदाहरण है जहाँ इन छोटे अभिनेताओं पर ध्यान केंद्रित करके पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन किया गया उन्होंने जो किया वह एक तरफ था स्थानीय सरकार भूमि आवंटन और समर्थन की ओर देख रही थी और अंतरराष्ट्रीय समर्थन कैथोलिक राहत सेवाओं वित्तीय सहायता और पुनर्निर्माण के स्थायी घरों की ओर ध्यान दे रहे थे और साकार्या विश्वविद्यालय तकनीकी सहायता द्वारा स्थानीय योजनाओं वास्तुकला संरचनात्मक और व्यवहार्यता अध्ययन को विकसित कर रहा है एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन को लंबे समय के विकास के लिए स्थापित किया गया है जो बाद में परियोजनाओं और इसके रखरखाव की प्रक्रिया को संभाल सकता है तो इस उदाहरण में कई समुदायों ने वास्तव में एक साथ इस प्रक्रिया में भाग लिया और इस प्रक्रिया में भी जो हुआ वह महत्वपूर्ण था हालांकि कुछ आलोचनाएँ देखने को मिली परिवार परियोजना के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय काफी हद तक अनुपस्थित रहे निर्माण में वे क्या काम करेंगे और अपना घर कैसे पूरा करेंगे यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि वे सब अलग आजीविका पृष्ठभूमि से आते हैं परंतु वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया मैं सार्वजनिक भागीदारी ज्यादा नहीं देखने को मिली क्योंकि उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता थी और वे इसके बारे में जागरूक नहीं हो सके और दूसरा पहलू यह है कि इस परियोजना की कल्पना केवल 168 घरों के लिए की गई थी लेकिन लगभग 1377 लोगों ने परियोजना का हिस्सा बनने के लिए रुचि दिखाई थी इस पूरी प्रक्रिया में देखें तो जब किराये के समूह वाले छोटे अभिनेताओं द्वारा दी गई परियोजनाओं को देखते हैं तो आप यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं की हितधारकों की संख्या क्या है इस प्रकार उन्होंने शुरुआत की उन्होंने इन सभी लाभार्थी समूहों को आने के लिए आमंत्रित दीया आर्थिक से शुरू करके आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिए कम आर्थिक पृष्ठभूमि और उनकी मौजूदा स्थितियाँ को प्राथमिकता दी गई है और इस हिसाब से 168 घर निर्धारित किए गए पर दूसरों के बारे में क्या तकरीबन 1300 ने आवेदन किया है और कौन मालिक हैं कौन गैर मालिक ये अनुपालन केंद्र सरकार या राज्य सरकार योजनाओं के साथ नहीं किया गया और रेजिडेंट्स एसोसिएशन बेयदर की शुरुआत लाभार्थियों द्वारा की गई जो उसके निपटान की प्रबंधकीय और वित्तीय जिम्मेदारियों को लंबे समय तक देखेगा लेकिन अभी भी संगठन के रखरखाव में मदद करने के लिए दीर्घावधि में निरंतर इनपुट की आवश्यकता पढ़ती है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं समुदाय मैं यह न केवल एक वितरण है बल्कि इसका लंबे समय तक निरंतर इनपुट कैसे बरकरार रखा जाए वह भी सोचना जरूरी है दूसरा मामला है ड्यूज़ गोलाइका एकजुटता घरों की परियोजना द आई मिसी एलवेरी प्रोजएसी जो एक एकजुटता गृह परियोजना है इसका निर्माण स्वयंसेवकों के संघ द्वारा किया गया था एकजुटता एवीएस और टर्की संगठन के गेल्डरलैंड एड ने साझेदारी के अंतर्गत प्रांत में रहने वाले टर्की के लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उन लोगों से भी कुछ धन एकत्रित किया जो विदेश में रह रहे थे और उनके पास आवास योजना और यहां स्थापित की गई साझेदारी है गाँव के मुखिया के साथ कुछ खास तरह का समझौता ज्ञापन किया गया प्रत्येक गांव और गोलियाका के मेयर द्वारा भी सबसे पहले परियोजना की साइट के बारे में तय किया गया था कि मकानों को उसी गाँव की सीमाओं में बनाया जाएगा जहां वह ध्वस्त हो चुके मकान थे यह पहली बात निर्माण की विधि और ग्रामीण निर्माण में सक्रिय भाग लेना होगा यहाँ क्या हुआ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति इसका हिस्सा बनना है लोगों को फंड की निर्माण प्रक्रिया और प्रबंधन का हिस्सा बनाया गयाI इस समूह में सरकार द्वारा दिए गए ऋण और दान से प्राप्त धन का प्रबंधन किया गया ग्रामीण एवीएस और गेल्डरलैंड से एक प्रतिनिधि का साझा फंड प्रशासन प्रतिनिधिमंडल और गवर्नरशिप बनाया गया समुदाय समूह में से एक एक फंडिंग एजेंसी से एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ प्रायोजक और स्थानीय सरकारों से इसलिए वे सभी साझा फंड प्रबंधन प्रक्रिया निर्णय की प्रक्रिया को भी देख रहे हैं इस परियोजना में भाग लेने वाले सभी निवासियों को समान शर्तों और प्रतिनिधित्व किया जाएगा पर्यवेक्षण जो सार्वजनिक कार्यकर्ता मंत्रालय को एक स्वतंत्र नियंत्रण प्रदान करना है कमेटी को इंजीनियरों के चैंबर के प्रतिनिधियों से इकट्ठा किया जाएगा और एक आर्किटेक्ट तो यहां पर हम देख सकते हैं की कैसे वह उपसमूहों में बट गए प्रत्येक परिवार इस तरह से पुनर्निर्माण के लिए एक व्यक्ति का योगदान करता है जब एक गांव निश्चित हो जाएगा तब समितियाँ और फिर उस पूरी प्रक्रिया में उस गाँव के नेताओं का सहयोग देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय एनजीओ और राष्ट्रीय एनजीओ के साथ और सरकार के रूप में सार्वजनिक मंत्रालय वर्क्स एंड सर्विसेज जिन्होंने इसकी वित्तीय प्रक्रिया को भी देखा साझा प्रशासनिक पहलू इस उदाहरण को दोनों तरफ से देखा जाए तो यहाँ एक तरफ हितधारक है जहाँ विश्वविद्यालय हैं मीमार सीनान यूनिवर्सिटी टर्की का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आवास परियोजना परियोजना के पेशेवरों वास्तुकारों और इंजीनियरों को शिक्षा प्रदान करता है और दूसरी तरफ टर्की इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स का चैंबर है इस प्रकार से गांव की टीमें फिर से इस आवास निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है इसलिए अगर आप देखें तो उनके पास घरों के दो चरण हैं जिन्हें विकसित किया गया है पहला चरण जिसे आप लाल बिंदु और दूसरा चरण देखते हैं यह एक प्रकार का सामाजिक मानचित्र है और आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं क्योंकि यह आत्मनिर्भरता के नजरिए से बनाया गया है की जब वे अपना घर बना रहे हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान वे अस्थायी आश्रयों में रह रहे थे और इसने उनमें कुछ विश्वास बढ़ाया जैसे चरण 1 और चरण 2 की योजनाएं और पूर्ण किए गए घर वे कैसे और यहाँ दिखते हैं जो कुछ भी स्वैच्छिक सेवाएं हैं उसका एक मॉडल शुरू किया है जहां उपयोगकर्ता कैसे भाग ले सकते हैं और ये निर्णय लेने के पीछे तीन कारण हैं एक यह है कि उपयोगकर्ता निर्माण के हर पहलू का अवलोकन कर सकते हैं संरचना और सुरक्षा की विश्वसनीयता की गारंटी ताकि वह निर्माण के हर पहलू पर कड़ी नजर रखेंI यह प्रत्येक घर की लागत को कम करता है और फिर उन घरों की संख्या बढ़ाता है जो परियोजना के माध्यम से उत्पादित हो सकते हैं पर क्योंकि आप शुरू से श्रम में भाग ले रहे हैं तो उन्होंने यह किया कि वे कुशल श्रमिक को लाए और फिर धीरे धीरे प्रशिक्षण दिया गयाI स्थानीय समुदायों के माध्यम से समर्थन किया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह कैसे बनाया गया है और फिर कुछ ग्रामीणों को निर्माण कौशल में प्रशिक्षित किया जा सका ताकि वे धीरे धीरे निर्माण उद्योग में प्रवेश कर सकें और यह एक रोजगार का माध्यम भी बन सकेI तीसरे मामले में ड्यूज़ यूएमसीओआर के घरों में राहत के लिए संयुक्त पद्धति समिति टर्की भूकंप रोधी स्थायी आवास में लगा हुआ था और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है की 220 संवेदनशील परिवार और यहां यह ज्यादातर महिला प्रधान परिवारों बुजुर्गों और विकलांगों और बड़ी संख्या में आश्रित परिवारों के भीतर समुदायों पर केंद्रित है इसलिए इसका उस पर एक निश्चित ध्यान है पहले के मामले में यहां तक कि उन्होंने इसकी भूमिका भी निर्धारित की है विभिन्न अभिनेताओं की कल्पना करते हुए जैसे कल्पना कीजिए कि एक बूढ़ा आदमी है जो एक पर्यवेक्षण के रूप में अभिनय कर सकता है या वह एक चौकीदार की तरह अभिनय कर सकता है और युवा लड़कों को एक समान कार्य दिया जा सकता है इसी प्रकार महिलाओं को भी इस तरह से विभिन्न समूहों को नामित किया गया है जो विभिन्न दृष्टिकोण में लगे हुए हैं कोई भोजन तैयार कर रहा है आप इस तरह से पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं और उन्हें एक दूसरे और परिवारों के साथ सहयोग प्रदान कर सकते हैं जिनके पास भूमि नहीं थी और उन्हें केवल तकनीकी सहायता और सामग्री योगदान के कारण किसी प्रकार की आवश्यकता थी या उनके पास एक है पर उन्हें तकनीकी मदद की आवश्यक है तो जिनके पास जमीन है लेकिन उनके घर के निर्माण के लिए अभी भी कुछ तकनीकी सहायता की आवश्यकता है वे भी शाब्दिक आवास पद्धति शैली और स्थानीय पारंपरिक तकनीकों को अपनाया जो कि ओटोमन के समय में भी इस्तेमाल की जाती थीं और उन्होंने एक अलग आवास परियोजनाओं को विकसित करना शुरू कर दिया है तो यह प्रक्रिया सामग्री पहलू पर अधिक केंद्रित है और सामुदायिक जुड़ाव पर भी क्योंकि है जब वे होते हैं तो बहुत सक्रिय हो है और यहां वे विशेष रूप से कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं विशेष रूप से महिला प्रधान परिवारों या परिवारों के एक बड़े घर के आकार के साथ आप जानते हैं कि कैसे इतना अक्षम है तो ऐसे हमने स्वयं सहायता आवास पुनर्निर्माण के तीन अलग अलग तरीकों के बारे में सीखा अतं मै इस प्रक्रिया के भीतर भी हमें जो समझना है वह यह कि सरकारी अधिनियम या सरकार राज्य जरूरतमंदों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगी यह एक बात प्राथमिक रूप से समझनी होगी तो यह वह जगह है जहां विभिन्न साझेदारी काम करती हैं और वास्तव में एक साथ काम करने के लिए सुविधा प्रदान करती हैंI मैं एक छोटी सी कहानी के साथ इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा मुझे लगता है कि आप में से हर किसी ने यह खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी एक बार खरगोश और कछुए ने एक दौड़ रखी खरगोश बहुत फुर्ती से आगे भाग गया और कछुआ धीमी गति से चलता रहा खरगोश लगभग समाप्त रेखा पर पहुंचने ही वाला था जब उसने सोचा कि चलो कुछ देर के लिए सो जाऊं जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि कछुआ जीत गया थाI दूसरी बार खरगोश को एहसास हुआ कि उसे सोना नहीं चाहिए तो इस बार खरगोश दौड़ जीत गयाI फिर जब तीसरी बार दौड़ रखी गई तो बीच में नदी आ गई दौड़ पानी में थी लेकिन खरगोश को तैरना नहीं आता था पर कछुआ तैर गया और उसने लक्ष्य को पार कर लियाI अब चौथे पहलू में कछुआ और खरगोश साथ दौड़े और जब वह पानी के तट पर पहुंचे तो खरगोश कछुए के ऊपर बैठ गया और वह एक साथ समाप्त रेखा पर पहुंच गए इसलिए यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि विभिन्न एजेंसियों के बीच साझेदारी उन्हें एक साथ ला सकती है और वास्तव में मालिक द्वारा संचालित प्रथाओं को भी बढ़ा सकते हैं एजेंसी संचालित प्रथाएं है जहां भागीदारी की और सहयोग की आवश्यकता है मुझे आशा है की आप टर्की में स्वयं सहायता आवास पुनर्निर्माण के महत्व के बारे में समझ गए होंगे बहुत बहुत धन्यवाद